तो दोस्तों आज तनाव के बारे में बात करेंगे और इस विषय में हमारे पास चार विषयों के बारे में चर्चा होगी पहले हम तनाव को परिभाषित करेंगे दूसरा हम तनाव के कारणों का विश्लेषण करेंगे तीसरा हम तनाव के परिणामों पर विचार विमर्श करेंगे और अंत में हम तनाव के प्रबंधन के बारे में उल्लेख करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार रिपोर्ट तनाव मृत्यु का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है और इसे 21 वीं सदी में काली मौतब्लैक डेथ Black Death भी कहा जाता है आज का तनाव अलार्म की दर पर आसमान छू रहा है और व्यक्तियों परिवारों और समुदायों पर तनाव डाल रहा है तनाव हमारे जीवन काम पर्यावरण आदि में समस्याओं के कारण मानसिक तनाव या चिंता की स्थिति है और यह गतिशील संतुलन को परेशान करता है जिसे समस्तीहि होमियोस्टेसिस homeostatic कहा जाता है और यह शारीरिक समस्याओं भावनात्मक उथल पुथल और प्रतिकूल मानसिक स्वास्थ्य का कारण बनता है इससे अस्थमा ब्लड प्रेशर दिल की बीमारियाँ कैंसर और पीठ की समस्याएँ होती हैं इंटरनेट और साइबरस्पेस सूचना और वाणिज्य को आगे बढ़ाता है जिससे पारस्परिक समस्याओं की गुणवत्ता को खतरा होता है आर्थिक तंगी बेरोजगारी और जीवन में रिश्तों का टूटना भावनात्मक उथल पुथल का कारण बनता है और इस संदर्भ में इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि आर्थिक समस्याओं पारिवारिक समस्याओं जो भी हो हमने उल्लेख किया है जो तनाव की ओर अग्रसर होते है उन्हे स्ट्रेसोर्स तनाव कहा जाता है इसका मतलब है कि दूसरे शब्दों में तनाव का कारण बनने वाली उत्तेजनाएं स्ट्रेसोर्स है जैसे तनावपूर्ण जीवन की घटनाओं जैसे तनाव हैं जैसे करीबी रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों की मृत्यु अप्रत्याशित बीमारी परिवार के सदस्यों की बीमारी दोस्त के साथ संबंध विच्छेदब्रेकअप Break Up परीक्षा के लिए उपस्थित होना खाने की आदतों में बदलाव इसी तरह शोर भीड़ बढ़ता तापमान व्यस्त सड़क के माध्यम से कार्यालय जाने के लिए दैनिक आवागमन और अनियमित शिफ्ट कार्य तनाव का कारण बनता है और ये स्ट्रेसोर्स हैं उदाहरण के लिए रेल इंजेन पायलट लोको पायलट Loco Pilot का उदाहरण लें वह हस्ताक्षर साइन इन Sign in करने के बाद लोको केबिन में प्रवेश करता है और एक दिन में वह अपनी पारी शुरू करता है पहली पाली सुबह 6 बजे और नियम या आदर्श के अनुसार वह ड्राइव करेगा या वह 8 घंटे तक अपना काम जारी रखेगा और उसकी शिफ्ट 2 बजे समाप्त हो जाएगी और फिर 8 घंटे के बाद उसे ड्यूटी के लिए बुलाया जाएगा अर्थात यदि उसकी शिफ्ट 2 बजे समाप्त हो जाती है तो फिर से उसे रात 10 बजे ड्यूटी के लिए बुलाया जाएगा इसलिए यदि वह इस प्रकार अनियमित बदलाव तब होता है जब यह जैविक घड़ी के विरूपण की ओर जाता है और यह शारीरिक तनाव का कारण बनता है और इसलिए तनाव एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर के घिसना और टूटना फूटना का कारण बनता है और अब हम तनाव और प्रदर्शन के बीच संबंध की जांच करते हैं क्या तनाव प्रदर्शन में बढ़ने या कमी आती है जैसा कि ग्राफ के लिए आप देख सकते हैं कि हम एक्स एक्सिस में तनाव लेते हैं और वाई एक्सिस में प्रदर्शनपरफॉर्मेंस Performance करते हैं और आपको उलटा यू आकार का कर्व दिखाई देगा इसका मतलब है जब तनाव कम होता है तो कम प्रेरणा निष्क्रियता सुस्ती खराब प्रदर्शन के लिए अग्रणी होती है और जैसे जैसे तनाव बढ़ता जाएगा या तनाव का एक मध्यम स्तर होता है यह हमें सतर्क सक्रिय चुनौती देता है और यह वो मंच है जहां प्रदर्शन बढ़ता है और आप वक्र के शिखर को Y अक्ष से जोड़ेंगे और यह इष्टतम प्रदर्शन से संबंधित मध्यम एरोसोल का चरण है आगे कहें एक्स एक्सिस में तनाव बढ़ने से तनाव बढ़ता है और इसलिए निराशा चिंता और आखिरकार यह एक चरण हो सकता है जिसे भावनात्मक परिश्रम व्यक्तिवलाप संगठन के प्रति नकारात्मक रवैया और ये खराब प्रदर्शन में परिलक्षित होता है जिसे जलने की अवस्था बर्न आउट का चरण Stage of Burn out कहा जाता है इसलिए इस वक्र से हमने जो सीखा है वह यह है कि जब तनाव कम होता है या एरोसोल कम होता है तो प्रदर्शन कम होता है जब तनाव मध्यम होता है और प्रदर्शन अधिक होता है और जब तनाव अधिक होता है तो प्रदर्शन कम होता है तो इसलिए सभी तनाव प्रदर्शन में गिरावट का कारण नहीं बनेंगे तनाव और तनाव के लिए आवश्यक है हमारे लिए अच्छा है और सर्वोत्तम प्रदर्शन को प्राप्त करने और मामूली संकट के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति की संपत्ति है जिसे ईयू तनाव कहा जाता है तो ईयू तनाव उच्च प्रदर्शन के साथ जुड़ा हुआ है जबकि कम और उच्च तनाव खराब या कम प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है तो तनाव विद्युत प्रवाह और ईयू तनाव की तरह है तनाव का स्तर है जो हमारे लिए अच्छा है और शिखर प्रदर्शन को प्राप्त करने और संकट के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति की संपत्ति है और इसलिए तनाव केवल बुरा नहीं है और एक अच्छी खबर है तनाव या प्रदर्शन के मध्यम स्तर के साथ वृद्धि होगी जबकि तनाव का एक उच्च स्तर हमारे प्रदर्शन को खराब करेगा और एक और सिद्धांत है जिसे तनाव का डिमांड कंट्रोल मॉडल कहा जाता है और तनाव हर व्यक्ति को होता है जब व्यक्ति को नौकरी की पर्यावरणीय मांगों पर विचार किया जाता है तो उसे नियंत्रण से अधिक माना जाता है व्यक्ति की क्षमता को इन मांगों के साथ बातचीत करने की आवश्यकता होती है जिसका अर्थ है कि हमारे पास कुछ क्षमताएं हैं कुछ कौशल हैं और वे उदाहरण के लिए कहते हैं हमारी नौकरी उस समय प्रदर्शन करने के लिए अधिक कौशल और अधिक क्षमताओं की मांग कर रही है जब पर्यावरणीय मांगों को पूरा करने लिया हमारी क्षमता का सामना नहीं होगा जिससे तनाव का अनुभव होगा और इसलिए तनाव तब होता है जब मांग और नियंत्रण के बीच अंतर होता है मेरी क्षमता है मेरा कौशल है मेरा ज्ञान है पर्यावरण की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है यदि यह हाँ है तो कोई तनाव नहीं है यदि यह नहीं है तो तनाव है और तनाव भी तीव्रता अवधि जटिलता और भविष्यवाणी के आयाम हैं उदाहरण के लिए दर्द का उदाहरण लें जो हमें शरीर में होता है अगर दर्द कम तीव्रता का है और यह छोटी अवधि के लिए है और यह कम जटिल है और इसकी भविष्यवाणी यह है कि यह शरीर के किसी खास हिस्से में होता है तो इस तरह के तनाव से व्यक्ति को कम नुकसान होता है इसके विपरीत यदि दर्द बहुत अधिक होता है तो अवधि लंबी होती है और यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में होता है जो किसी विशेष भाग के लिए स्थानीय नहीं होता है और यह अप्रत्याशित होता है तो यह अधिक तनाव की ओर ले जाता है तो इसलिए उच्च तनाव और कम तनाव का अनुभव तनावपूर्ण उत्तेजनाओं की तीव्रता अवधि जटिलता और भविष्यवाणी पर निर्भर करता है और प्रश्न आने के बाद कहा जाता है कि अगला प्रश्न आता है तनाव किन कारणों से होता है और आपके द्वारा चर्चा की गई उत्तेजनाओं जो तनाव का कारण है उसे तनाव कहा जाता है वह व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं संगठनात्मक कारक हो सकते हैं और फिर पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं उदाहरण के लिए पर्यावरणीय कारकों में हमारे पास आर्थिक अनिश्चितता है हम रोजगार नहीं करते हैं राजनीतिक अनिश्चितता जैसा कि अभी ब्रिटेन में है या यू के टेक्नोलॉजिकल अनिश्चितता है इसका मतलब है कि रोजमर्रा की तकनीक बदल रही है और आपको इसका सामना करना होगा ये सभी पर्यावरणीय कारक तनाव का कारण बनेंगे यह 1946 में हेंसले द्वारा एक तनाव था जिन्हे तनाव अनुसंधान का पिता भी कहा जाता है और विभिन्न पर्यावरणीय और शारीरिक उत्तेजनाओं जैसे चरम तापमान का कारण तनाव है संगठनात्मक कारक जैसे कार्य की मांग भूमिका की मांग अंतर व्यक्तिगत मांग संगठनात्मक मांग संगठनात्मक संरचना नेतृत्व अनुसूची दबाव और समय दबाव भी तनाव का कारण बनता है कुछ उदाहरण यहाँ उदाहरण के लिए कहते हैं जिस संगठन में आप काम करते हैं वह संरचना बहुत ही आधिकारिक प्रकार की है और आपको अपनी नौकरी में निर्णय लेने की कोई स्वतंत्रता नहीं है इससे निराशा पैदा हो सकती है जैसे नेतृत्व निरंकुश है वह लोकतांत्रिक निर्णय नही करता है इसलिए आपको लगता है कि मैं संगठनों में एक व्यक्ति होने के नाते निर्णय लेने में मेरी भागीदारी के बारे में परेशान नहीं हूं वैसे ही आपके पास नौकरी है और आपको संगठनों में अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध रखना है लेकिन आपका दूसरे है व्यक्तियों और नौकरी में संघर्ष है आप नौकरी नहीं कर सकते यदि आप असेंबली लाइन नौकरी के मामले में अन्य व्यक्तियों की मदद नहीं लेते हैं एक विभाग का आउटपुट दूसरे विभाग के लिए इनपुट बन जाता है और इस तरह की नौकरी में अगर विभाग एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से नहीं खींच रहे हैं इसका मतलब है जो कुछ भी उत्पादन इकाई द्वारा उत्पादित किया जाता है क्योंकि गुणवत्ता नियंत्रण इकाई के साथ पारस्परिक संघर्ष के कारण उत्पादों को अस्वीकार कर दिया जाता है और इसका कारण व्यक्तित्व संघर्ष के साथ अंतर समस्या या दूसरे के साथ एक विभाग की अंतर वैयक्तिक समस्या भी होगी और यहाँ यह उन विशेष इकाई के कर्मचारियों के बीच तनाव पैदा करेगा जो उत्पादन कर रहे हैं लेकिन उनके अच्छे गुणवत्ता वाले उत्पाद के बावजूद व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता के कारण गुणवत्ता नियंत्रण विभाग उत्पादों को पारित नहीं कर सकता है और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग उन सभी उत्पादोंको अस्वीकार कर सकता है जो वह करेगा इसी तरह भूमिका की मांग आपको एक नौकरी दी जाती है और साथ ही आपको अपना काम करना होता है अपने बच्चों की देखभाल करनी होती है आपको अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल करनी होती है आपको मेहमानों का मनोरंजन करना होता है और आप राजनेताओं के साथ बातचीत करनी होगी अपनी नौकरियों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए भी यदि आप संगठन में कर्मचारी हैं तो ये भूमिकाएँ आपके आसपास हैं यदि आप नहीं करते हैं यदि आप किसी भी भूमिका को सफलतापूर्वक निष्पादित करने में विफल रहते हैं जो तनाव को भी जन्म देगा इसी तरह भूमिका दूरी यदि आप कार्यालय में काम करने वाले पुलिस अधिकारी हैं और आपके अधीन कांस्टेबल काम कर रहे हैं और आप कार्यालय से परिवार के पास लौटते हैं तो वही भूमिका कार्यालय से परिवार तक पहुंचाई जाती है आप अनुभव करेंगे अपने बच्चों और अन्य लोगों के साथ कॉन्स्टेबलों की तरह व्यवहार करें जो कि बच्चों और गृहिणी द्वारा प्रतिकूल रूप से माना जाएगा इसलिए इन सभी संगठनात्मक कारकों के कारण भी तनाव पैदा होता है और आपके पास एक नौकरी भी है मृत रेखा और समय लक्ष्य तय किया जाता है लेकिन नौकरी इतनी अधिक है कि निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं होगा तो समय दबाव तनाव का समय उत्पन्न करेगा और अनुसूची दबाव तनाव को समान रूप से व्यक्तिगत कारक उत्पन्न करेगा जैसे परिवार की समस्याएं आर्थिक समस्याएं व्यक्तित्व वे भी तनाव का कारण बनेंगे और यहाँ आप तनाव के कुछ परिणामों का पता लगा सकते हैं इसके शारीरिक परिणाम मनोवैज्ञानिक परिणाम और व्यवहार के परिणाम हो सकते हैं और संगठन के संदर्भ में आप पाएंगे कि यदि आप चरम तनाव से पीड़ित हैं या तनाव के लगातार संपर्क में रहने से जलन होती है और अगर आप लगातार तनाव या उच्च तनाव का अनुभव कर रहे हैं तो यह हृदय रोग को जन्म देगा इससे अल्सर उच्च रक्तचाप सिरदर्द नींद में गड़बड़ी बीमारी बढ़ जाएगी और ये शारीरिक तंत्र परेशान होंगे मनोवैज्ञानिक परिणाम संगठन के संदर्भ में नौकरी की असंतोष कम प्रतिबद्धता होगी आप भावनात्मक रूप से थकावट महसूस करेंगे आप उदास भी महसूस करेंगे मूड और कभी कभी आप खुश होंगे कभी कभी आप नीचे होंगे और मूड में गड़बड़ी भी होगी आप क्रोध का अनुभव करेंगे आप हिंसा दिखाएंगे आप आक्रामक होंगे या आप उत्तेजित होने का अनुभव कर सकते हैं और तनाव के व्यवहार के परिणाम कम प्रदर्शन अधिक दुर्घटना दोषपूर्ण निर्णय उच्च अनुपस्थिति और कार्य स्थान आक्रामकता होंगे इसलिए तनाव के कारण आप काम करने की सूचना नहीं देंगे और अनुपस्थित रहेंगे और तनाव के कारण कई अधिकारी मुद्दे की सत्यता की संपत्ति पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और दोषपूर्ण निर्णय लेते हैं और रिपोर्टिंग दाखिल या उत्पादन में तनाव के कारण कुछ इकाइयों में उच्च त्रुटियां होंगी और इसकी अधिक संभावना है आप संगठन में दुर्घटनाओं का सामना करेंगे यदि आप तनाव में पीड़ित हैं क्योंकि आपकी मानसिक शारीरिक और भावनात्मक प्रणाली परेशान है और आप नौकरी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ दे नाही सकते हैं तो इसलिए कई व्यवहार मार्कर या तनाव के परिणाम हैं कहा कि इन परिणामों से आप कुछ भेद्यता मार्कर वल्नरेबिलिटी मार्कर Vulnerability Marker पा सकते हैं और भेद्यता मार्कर आपको कहेंगे कि आपके पास इसमें भी यह संकेत होगा कि आप तनाव के अधीन मे है और तनाव का सामना कर रहे है जिसका परिणाम यह है कि अक्सर आप सिरदर्द का अनुभव कर रहे हैं लगातार तनाव के तहत महसूस किया जा रहा है समय के साथ बहुत अधिक थका हुआ होना सिर में दबाव की सनसनी दिल की धड़कन का बढ़ना आसानी से चोट लगना कुछ हमेशा चिंता करने की अतीत और भविष्य के नकारात्मक पहलुओं पर निवास करना छोटी छोटी समस्याओं पर जीवन की प्रतिक्रियाओं पर सबसे बुरा होने की उम्मीद एक बात सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक है या आप एक पूर्णतावादी हैं निर्णय लेने में असमर्थ हैं या व्यक्तिगत रूप से सब कुछ लेने में ध्यान केंद्रित करते हैं जो गलत हो जाता है और अक्सर घबराहट का अनुभव होता है और अगर संगठनात्मक स्तर पर व्यक्तिगत स्तर पर ऐसी तनाव प्रतिक्रियाएं हैं यदि तनाव होता है तो क्या होता है कर्मचारी संगठन छोड़ देते हैं और एक बार कर्मचारी के पास चार वित्तीय स्थितियां होंगी और अत्यधिक तनाव से प्रेरणा या आंतरिक प्रेरणा कम हो जाएगी संगठन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होंगे सिस्टम में उच्च उतार चढ़ाव की ओर और संगठन की नीतियों की ओर और यदि तनाव अधिक है तो आप ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे उत्पाद और गुणवत्ता की समस्याएं आएंगी संगठन में तनाव भी नेतृत्व करेगा यह तब होगा जब अचानक तकनीकी आपदाएं होंगी भोपाल की आपदाओं में कुछ विस्फोट या गैस रिसाव की तरह और वहाँ खतरों और साथ ही नौकरी दुर्घटनाओं और बाजार की ताकतों में बदलाव पर होगा इससे संगठन में तनाव पैदा होगा इसी तरह कुछ चीजें जो व्यक्तिगत रूप से होती हैं उनमें तनाव भी होता है इन्हें जीवन की घटनाएँ कहा जाता है तनावपूर्ण जीवन की घटनाएँ जैसे कि किसी करीबी रिश्तेदार की मृत्यु तलाक नौकरी का नुकसान लैंगिकता की कठिनाइयाँ कारावास परिवार की स्थितियों में बदलाव वित्तीय स्थितियों में बदलाव तनावपूर्ण स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी नौकरी बदलना आदतों का बदलना जैसे धूम्रपान और शराब पीना सहकर्मियों या बॉस से परेशानी ये जीवन की घटनाओं में परिवर्तन हैं जो भी कारण बनते हैं वे भी तनाव के परिणाम हैं और जैसे करीबी रिश्तेदारों की मृत्यु तनाव का कारण होगी क्योंकि तनाव के कारण लैंगिक कठिनाइयां होंगी आदतों में बदलाव होगा या सह वर्कर्स और बॉस के सह के साथ परेशानी होगी इसलिए आप तीन स्पष्ट कट शब्दों में तनाव के परिणामों के बारे में सोच सकते हैं एक शारीरिक लक्षण है जिसमें सिरदर्द रक्तचाप गैस्ट्रिक अस्थमा हृदय रोग और कोर्टिसोल स्राव शामिल हैं तनाव के शारीरिक मार्कर चिंता अवसाद नकारात्मक प्रभाव और भावनाओं के होंगे व्यवहार मार्कर पीने धूम्रपान शराब की खपत में वृद्धि होगी संबंधपरक परिणाम के कारण संबंधपरक संघर्ष दूसरों से बचने और इत्यादी होंगे और संगठनात्मक स्तर पर भी तनाव अनुपस्थिति को जन्म देगा समय के साथ कम प्रतिबद्धता कम व्यस्तता और अत्यधिक तनाव भी प्रबंधकों की धारणा को बिगाड़ देता है यह प्रतिकूल रूप से निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है उन्होंने कहा कि व्यक्ति की ओर से व्यक्तिगत या कुछ व्यक्तिगत संसाधनों की ओर से कुछ क्षमताएं हैं जो उसे तनाव को नियंत्रित करने में मदद करेंगी जिन व्यक्तियों को आप समझते हैं कि वे स्थिति के खिलाफ लड़ सकते हैं और वे खुद को उन परिणामों के लिए जिम्मेदार बनाते हैं जो नौकरी में होते हैं या जीवन में वे लोग होते हैं जिन्हें वे आंतरिक रूप से नियंत्रित कहते हैं ये लोग उन लोगों की तुलना में तनाव के लिए कम संवेदनशील होते हैं जो महसूस करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह भाग्य संयोग और भगवान जैसी कुछ बाहरी शक्तियों द्वारा नियंत्रित होता है इसी तरह अगर आप में खुद की क्षमता है कि मैं स्थिति का प्रबंधन कर सकता हूं मैं मुश्किलों में बच सकता हूं और इसे आत्म प्रभावकारिता का चरण कहा जाता है इसी तरह एक विश्वास एक सकारात्मक सोच जो की मैं कर सकता हूं या आशावाद भी तनाव कम कर देगा और साथ ही अगर आपको सामाजिक समर्थनमिलता है और यह तनाव को भी कम करता है जब हम कहते हैं कि सामाजिक समर्थन चार बातों पर निर्भर करता है कि मेरा सोशल नेटवर्क कैसे बड़ा है मैं कितने लोगों के साथ बातचीत करता हूं और कितने लोग मेरे करीब हैं और सोशल नेटवर्क बड़े के आधार पर कम अतिसंवेदनशील है कि आप तनाव में होंगे और सामाजिक समर्थन में नकद में सहायता या समर्थन की तरह शामिल है तनाव को बांधने में इन्हें मूर्त समर्थन कहा जाता है यदि आप समुदाय से मूर्त समर्थन प्राप्त कर सकते हैं या आप दैनिक कठिनाइयों या प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए सूचनात्मक समर्थन प्राप्त करते हैं या आप अपने करीब रिश्तेदार से भावनात्मक सहारा सहानुभूति और देखभाल प्राप्त करते हैं तब आप तनाव को प्रबंधित करने में सक्षम हो सकते हैं और तनाव को प्रबंधित करने के लिए बहुत ही सरल विचार हैं जैसे कि गहरी सांस लेने का अभ्यास करें डीप ब्रीदिंग Deep Breathing व्यायाम एक्सरसाइज Exercises पर्याप्त नींद लें सकारात्मक सोचें समय को बुद्धिमानी से प्रबंधित करें अपने जीवन को सरल बनाएं संगठित हों अपने आप के लिए समय निकालें उदाहरण ब्रेक लें सैर करें या संगीत सुनें व्यायाम करें स्वस्थ खाएं मदद मांगें या माता पिता दोस्तों या परामर्शदाताओं के साथ बात करें ये तनाव को प्रबंधित करने के सरल तरीके हैं यदि आप तनाव के प्रबंधन की तलाश करते हैं तो दो प्रमुख विषय हैं जो तनाव को संभालने में सक्षम हैं एक पश्चिमी विषय है जिसमें ऑटोजेनिक प्रशिक्षण विश्राम की प्रतिक्रिया बायोफीडबैक भावनात्मक स्वतंत्रता तकनीकों और इस तरह की स्थितियों के बारे में उल्लेख किया गया है या तो आप तनावपूर्ण घटनाओं से लड़ने के लिए जाते हैं या आप तनावपूर्ण घटना को छोड़ देते हैं जिसे सामना करो या भागो प्रतिक्रिया कहा जाता है प्रतिक्रिया और यह समस्या को संभालने के लिए या तो आप स्थिति से निपटने के लिए अपनी भावनाओं को संशोधित करते हैं या आप तनाव को कम करने के लिए समस्या से सीधे निपटते हैं और जिसे समस्या केंद्रित मुकाबला कहा जाता है जहां आप इस तरह की समस्या को नियंत्रित करने के लिए एक तरह का सक्रिय कदम उठाते हैं या समस्या को इस तरह से संशोधित करना ताकि वह तनाव को कम कर दे वरना आप तनाव से निपटने के लिए खुद को बदल लेंगे इसके विपरीत पूर्वी साहित्य में कई लोकप्रिय तकनीकें हैं और ये साक्ष्य आधारित तकनीकें हैं जो तनाव को कम करने के लिए हैं उदाहरण के लिए शरीर के निचले हिस्से से छूट की तकनीक जिसे आप चेहरे की मांसपेशियों तक ले जाते हैं 10 सेकंड के लिए कहते हैं इसी तरह आप शरीर के निचले हिस्से से पैर और पैर से चेहरे और सिर के उस हिस्से तक जाते हैं जिसके हर हिस्से के लिए आपको 10 सेकंड लगते हैं आप ऑटो सुझाव के माध्यम से यह कहते हुए वापस लौटते हैं कि यह हिस्सा आराम से है आपकी आँखों सो गयी है अपनी आँखें बंद करें एक कालीन बिछाएं सोएं आसन की तरह सोएं आप अपने आप को वहां रखें और फिर अपने शरीर के हर हिस्से को निचले हिस्से से चेहरे और सिर के उस हिस्से तक ले जाएं जहां आप आराम करने के लिए जाते हैं जबकि आप 10 सेकंड फिर से उल्टे तरीके से आराम करते हैं ऊपरी भाग के निचले हिस्से को आराम करने के लिए हर हिस्से में 15 सेकंड लगते हैं और यह विश्राम तकनीक तनाव प्रबंधन से भी जुड़ी है इसी तरह योगासनों में शवासन या योग निद्रा सक्रिय आवाज थी आप सक्रिय आवाज सुनते हैं और उसी के अनुसार आप अपने मन की स्थिति को तनाव से निपटने के लिए भी समझेंगे इसी तरह गहरी सांस लें आप गहरी सांस लें इसे कुछ समय के लिए रखें फिर छोड़ दें यह मन और शरीर के विभिन्न भागों के ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है और इसी तरह आराम से संगीत सुनना योग और ध्यान के लिए जाना ये हैं हँसना एक हँस ने वाले क्लब में शामिल होना या अपने मन को स्वयं के लिए कुछ बताना की बस आज के लिए मैं ईमानदार रहूँगा बस आज के लिए मैं अपने कर्तव्य में ईमानदार रहूँगा बस आज के लिए मैं दूसरों को बर्दाश्त करूंगा बस आज के लिए मैं आक्रामक नहीं रहूंगा यह एक स्व कंडीशनिंग प्रकार की चीजें हैं जो कुछ बयान अप लिखेंगे और अपने कर्तव्य में शामिल होने से पहले हर दिन अपने लिए उसी बयान को दोहराएंगे तो आपके कुछ अजीब व्यवहार चलें जाएंगे जिससे आपके अजीब व्यवहार के कारण तनावपूर्ण व्यवहार की संभावना अधिक होगी इसी तरह व्यायाम अपने अधिकार के लिए खड़े रहना समय प्रबंधन रिश्ते में सुधार उचित आहार और योग और सामाजिक समर्थन आपको तनाव का प्रबंधन करने में मदद करेगा पश्चिमी तकनीकों जैसे रचनात्मक दृश्य संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीक ऑटोजेनिक प्रशिक्षण विश्राम प्रतिक्रिया बायोफीडबैक तकनीकों से भावनात्मक स्वतंत्रता ये पूर्वी देशों में कम से कम ज्ञात हैं इसलिए जहां हमारा सामाजिक अनुकूलन है वहाँ सामाजिक स्वीकृति है वहां इस प्रकार की तकनीक है जिसे हम अनुकूलित कर सकते हैं और हम तनाव को कम कर सकते हैं और यहां तक कि हमारे एक अध्ययन में हमने दिखाया है कि योग और ध्यान के अभ्यास से कर्मचारियों की जलन कम हो जाती है और संगठन में से कुछ वे यह भी अनिवार्य कर रहे हैं कि कार्यालय के समय के दौरान कर्मचारी योग और ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं ताकि उनका तनाव कम हो सके और यह पश्चिमी देशों में अधिक लोकप्रिय हो रहा है इसी तरह से एक स्थिति में खड़े होकर एरोबिक व्यायाम में टहलना वह विशेष स्थान या चलना है तो ये सरल युक्तियां हैं जो आपको अपने तनाव को प्रबंधित करने में मदद करेंगी आइए अब जानते हैं हमारे तनाव का स्तर यहाँ मैंने एक प्रश्नावली दिया है जिसे आप इसे आज़मा सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कितने तनावपूर्ण हैं और तदनुसार आप एक ऐसी तकनीक के बारे में सोचते हैं जो आपके लिए उपयुक्त होगी और स्वयं अभ्यास करें और यदि आप इसे अपने लिए करते हैं अपने तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं और आप अपने स्वयं के भाग्य का ध्यान रखेंगे और तनाव से छुटकारा पा सकते हैं और समुदाय में एक भावी कर्मचारी या भावी व्यक्ति हो सकते हैं क्योंकि तनाव जीवन के हर क्षेत्र में हमारे प्रदर्शन को बिगाड़ता है हम इसे नियंत्रित करते हैं और इसलिए कहीं न कहीं मैंने कहा है कि तनाव एक ऐसी चीज है तनाव सिर्फ एक अंगारा या आग है जो आप हटा सकते हैं आप इसे हटा सकते हैं या यदि आप इसे फैलाना चाहते हैं तो यह आपको फैला सकता है और आपको जला भी सकता है तो चुनाव आपका है और मुझे लगता है कि अपनी खुद की तकनीकों को विकसित करने के साथ आप ध्यान और अन्य तकनीकों पर जाने के बजाय अपने तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं वे प्रत्येक परंपरा हैं और वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध हैं और तनाव के साक्ष्य आधारित प्रबंधन से आपको बहुत मदद मिलेगी मैं कुछ दस्तावेजों को भी संलग्न करूंगा कि आप पश्चिमी के साथ साथ पूर्वी में भी कैसे तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं धन्यवाद